मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको IIOT के अलग अलग उदाहरण दिए थे कैसे हेल्थ केयर में IIoT की अलग अलग एप्लीकेशन इस तरह से उपयोग में ले सकते हैं इन सभी अलग अलग एप्लीकेशन डोमेन में और टेक्नोलॉजी और मूल तकनीकी विचार वही रहते हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता और वे मूल रूप से वही है जो हम जानते हैं तो केवल एक चीज जो बदल जाती है वह मूल रूप से सेंसर का प्रकार है जिसका उपयोग विशिष्ट आवश्यकताओं और एक विशेष उद्योग में किया जाएगा इसे हां वर्टिकल इंडस्ट्री डोमेन कह सकते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक डोमेन की आवश्यकता को मूल रूप से एप्लीकेशन स्तर पर निपटा जाता है हालांकि डिवाइस स्तर पर और नेटवर्क में कंसेप्ट समान रहते हैं इस लेक्चर में बहुत कुछ नया नहीं बता रहा हूं लेकिन मैं कुछ विशेष उद्योगों की आवश्यकता के बारे बात करने जा रहा हूं ऑयल केमिकल और फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में विशिष्ट सेंसर और उनकी इंटरकनेक्टिविटी का कैसे पता कर सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा तो आइए इस विषय पर आगे डिटेल में बात करें परंतु ऐसा करने से पहले आइए हम IOT एप्लीकेशनको इंडस्ट्री में कार्यान्वित करने से होने वाले लाभ की बात करें दूसरे शब्दों में संक्षेप में आइए हम एक बार फिर IOT विशेषताओं के बारे में बात करते हैं और इस बारे में आपको सारांश में बताने जा रहा हूं उद्योग युगों से उनके संबंधित फैशन में काम कर रहे हैं चाहे हम ऑयल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं केमिकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या दवा के बारे में बात कर रहे हों पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग सदियों से चल रहा हैं दशकों से चल रहा हैं लेकिन केवल अब हम IOT या IIoT के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं ताकि कुछ चीजों को बेहतर बनाया जा सके हम efficiency में सुधार करना चाहते हैं हम समग्र कार्य मैं अधिक मूल्य जुड़ना चाहते हैं ताकि समग्र संचालन में सुधार कर सकें हम इन उत्पादों और सेवाओं के लिए IOT रणनीतियों IIoT समाधानों को एकीकृत करके मूल्य जोड़ना चाहते हैं तो IOT समाधानों के एकीकरण के माध्यम से मूल्यवर्धन सामने आना चाहिए यानी IOT के इंटीग्रेशन और इनकॉरपोरेशन करने से हमारे कार्य में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए अनिवार्य रूप से क्या होने जा रहा है हम efficiency दक्षता में सुधार करने जा रहे हैं हम विश्वसनीयता को बढ़ाने सुरक्षा को बढ़ाने सुरक्षा में वृद्धि अधिकतम लाभ अधिकतम उत्पादन और पर उसी समय हम लागत को कम करने जा रहे हैं Cost of production the cost of manufacturing the cost of the goods in turn को कम करना अनिवार्य है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उद्योग क्षेत्र में IOT समाधानों के एकीकरण के लाभ हैं अब तेल और गैस उद्योग के संदर्भ में विशिष्टताओं पर आते हैं इसलिए विश्व स्तर पर विशेषकर ऑयल और गैस इंडस्ट्री डोमेन में बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं इनमें से बहुत से उद्योग संचालित हो रहे हैं वे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां उनके साथ IoT का इंटीग्रेशन मौजूदा प्रोसेस मशीनरी आदि से होने जा रहे हैं शुरुआत से ही आपको लाभ के बारे में बताया गया था लेकिन जो कुछ होने जा रहा है वह ऑयल और गैस कंपनियां के इंटीग्रेशन से सीधे अपनी मौजूदा संपत्ति यानी existing assets आपूर्ति श्रृंखला या ग्राहक का प्रबंधन customer relationships इंप्रूवमेंट करने में सक्षम होंगी इस विभिन्न प्रयास से रिश्तों और मूल रूप से व्यापार में मदद मिलेगी व्यवसाय की उत्पादकता में सुधार हो सकेगा है अच्छा ग्राहक संबंध बनेगा एसेट मैनेजमेंट यानी परिसंपत्ति प्रबंधन में सुधार हो पाएगा लागत में कमी cost reduction मैं सुधार देखने को मिलेगा इसलिए IoT समाधान समग्र रूप से तेल और गैस उद्योग में एकीकरण के माध्यम से होने जा रहा है यह एक उद्धरण है जो मैंने deloite literature से लिया है तो आप इन सब से पहले से ही परिचित हैं आज हमने इसे अलग अलग तरीके से देखा हैजैसा की मैंने पहले बताया था की सब कुछ समान है और बदलती है तो इंडस्ट्री domain specific की आवश्यकताएं लेकिन एक technology point देखने से IoT solution point से कुछ समान रहता है लेकिन IOT का इंप्लीमेंटेशन कि पूरी प्रक्रिया पर एक नज़र करते हैं आखिरकार हमें क्या चाहिए हमें डेटा की आवश्यकता है हमें अलग अलग चीजों को करने के लिए डेटा की जरूरत होती है भविष्य में होने वाली किसी घटना की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा की जरूरत होती है इन डाटा से भविष्य की घटनाओं अथवा दुर्घटना की जानकारी लेना चाहते हैं हमें प्राची कीके विभिन्न हिस्सों के बारे में डेटा की आवश्यकता है हमें मशीन के स्वास्थ्य मशीनें की स्थिति के बारे में डेटा की आवश्यकता है इसी तरह हमें उन कर्मचारियों के कार्यबल के बारे में डेटा चाहिए जो काम कर रहे हैं हमें प्रिडिक्टिव एनालिसिस भविष्य विश्लेषण के लिए डेटा की आवश्यकता है इस समाधान को लागू करने के लिए तेल और गैस उद्योग के पास विशिष्ट विश्लेषण उद्देश्य है स्पेसिफिक एनालिटिक्स ऑब्जेक्टिव होगा इसलिए उस उद्देश्य के आधार पर विभिन्न IoT उपकरणों यानी डिवाइस sensors actuators etc सेंसर एक्चुएटर आदि को विभिन्न स्थानों में deploy किया जा सकता है वास्तविक डेटा के साथ साथ नकली सिम्युलेटेड डेटा का विश्लेषणanalysis करने के लिए एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है उस एनालिसिस का उपयोग प्रोसेसेस को परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है इसके बाद डेटा को स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद डेटा को क्लाउड आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाया जा सकता है जहाँ गहराई से विश्लेषण किया जाएगा यहां पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह विश्लेषणात्मक समाधान एनालिटिक सॉल्यूशन हमारे हमारे निर्धारित किए गए ऑब्जेक्टिव के अनुरूप है कि नहीं और अंत में एनालिटिक्स के परिणामों के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी उदाहरण के लिए भविष्य में मेंटेनेंस की आवश्यकता वाले उपकरणों की पहचान की जाएगी इसके अलावा वह उपकरणों जिन्हें तत्काल रखरखाव की आवश्यकता होगी उनकी पहचान की जाएगी डेटा का पृथक्करण मशीनरी का पृथक्करण अलग अलग मानदंड यानी क्राइटेरिया पर आधारित है इसलिए यह नियंत्रण IOT डेप्लॉयमेंट की संपूर्ण लाइफ साइकिल है तो एनालिटिक्स के लिए हमें क्या चाहिए हमें सीखने की आवश्यकता है जिसे क्लाउड पर एग्जीक्यूट कर सकते है इसीलिए इस चरण का इस्तेमाल मशीन लर्निंग और क्लाउड बेस्ड सर्विस में आवश्यक है जो ऑयल और गैस इंडस्ट्री में IOT सॉल्यूशन का एकीकरण कर सकते हैं इसलिए हमें इन सभी की आवश्यकता है तो ये मशीन लर्निंग के चरण हैं और क्लाउड आधारित सेवाएं जो तेल और गैस उद्योग के लिए IoT समाधानों के साथ एकीकृत होने जा रही हैं इन समाधानों को साकार करने के लिए विश्व स्तर पर ये उद्योग में अलग अलग सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं तो मूल रूप से यहआर्किटेक्चर की वर्तमान स्थिति की जांच के साथ शुरू होता है इसके बाद अगला चरण विशिष्ट डेटा प्रकार की पहचान करने का है डाटा टाइप की की कमी और मान्यताओं की खोज करना और डेटा प्रकारों की कमी अपेक्षित मशीन की पहचान करना और लागू होने वाले एल्गोरिथ्म को सीखना क्लाउड प्लेटफॉर्म की पहचान करना और डेटा का इवैल्यूएशन करना संदर्भ की सीमाओं और समाधानओं की ऊपर नीचे समीक्षा और चित्रण करना और एक रोड मैप बनाना तो यह इन चरणों में हम विश्लेषण के परिणामों की उपयुक्त निगरानी और समझ के लिए विज़ुअलाइज़ेशन इंजन निश्चित उपयुक्त कर सकते हैं कुल मिलाकर हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस लोकेशन इंटेलिजेंस पाइपलाइन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट मॉनिटरिंग अलग अलग सेंसर का मॉनिटरिंग मशीन के माध्यम से पाइपलाइन के साथ एकीकृत है रियल टाइम मशीन इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोसेस मैं एग्जीक्यूशन और दूसरे ऑपरेशन को IOT के समाधान मैं ओके समावेश या एकीकरण के साथ सुधार किया जा सकता है IoT न केवल वही करता है जो मैंने आपको बताया था बल्कि IoT ग्राहक की वफादारी बढ़ाने में भी सक्षम है व्यापार को जोड़ना विभिन्न व्यवसायों और विभिन्न अन्य घटकों को जोड़ना स्मार्ट आवेदन ऊर्जा की खपत प्रोफाइल यह सब IOT करता है इन सभी चीजों में सुधार किया जा सकता है और ग्राहकों के लिए उपलब्ध है तेल और गैस उद्योगों में IoT का उपयोग करने के लाभ पहले से ही काफी स्पष्ट हैं लेकिन आइए हम पूर्णकथन करें और संक्षेप में बताने का प्रयास करें कि विभिन्न क्या है लाभ में वृद्धि शामिल है एक प्रोडक्शन एफिशिएंसी सेविंग ऑन कॉल सेविंग ऑन टाइम इंप्रूविंग मेंटेनेंस इन प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी वर्क सेफ्टी सप्लाई चैन प्लानिंग आदि इत्यादि केमिकल इंडस्ट्री सप्लाई चैन के जोखिम को कम करना और ऊर्जा खर्चों में कमी इत्यादि ये हैं केमिकल इंडस्ट्री में IoT एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न लाभ प्रिडिक्टिव मेंटिनेस अलग अलग मुद्दों को संबोधित करता है जैसे कि भविष्य में होने वाली घटनाएं चाहे वह सेकंड बाद दो मिनट बाद दो घंटे बादकी चीजें हो सकती हैं यही प्रिडिक्टिव मेंटिनेस का उद्देश्य है वह भविष्य के उन मुद्दों को संबोधित करता है जो आने वाले हैं अथवा आ सकते हैं Predictive maintenance प्रिडिक्टिव मेंटिनेस के इन मुद्दों को पहचानने से हमें उपकरण के डाउनटाइम और ब्रेकडाउन का कम करना फायदा दे सकता है अपेक्षित प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और IOT इंटीग्रेशन के द्वारा हम कुशल और प्रभावी मेंटेनेंस कर सकते हैं इसके साथ ही क्वालिटी में सुधार IOT के प्रोग्राम के द्वारा हो सकता है समग्र सेवाओं में भी सुधार देखने को मिल सकता है IOT इंप्लीमेंटेशन के कारण कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग संभव हो सकता है और इस इंडस्ट्री में क्वालिटी की भविष्यवाणी करना संभव हो रहा है निरंतर निगरानी पानी पोषक तत्वों कीटनाशकों उनकी एनालिसिस और रियल टाइम एनालिसिस IoT सॉल्यूशन के इंटीग्रेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं मौसम की भविष्यवाणी करने वाला एनालिटिक्स और खेती पर उनके प्रभाव और आवश्यक सामग्री की मात्रा को एडजस्ट करने के साथ प्राइसिंग मॉडल और प्रॉफिट मार्जिन ये स्थिति आधारित निगरानी के विभिन्न गुण IoT इंप्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन के माध्यम से लागू किया जाएगा लॉजिस्टिक्स में सुधार करना सेंसरों के माध्यम से प्रोडक्ट की स्थिति सुनिश्चित करना या assets के RFID टैग पर नज़र रखना नुकसान को रोकना संदूषण या हमलों का पता लगाने चेतावनी वेयरहाउस यानी गोदाम निगरानी कर रहे हैं यह विभिन्न चीजें लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं आयुषी इंटीग्रेशन के द्वारा हमऊर्जा व्यय ऊर्जा उपयोग रेगुलेटरी कंट्रोल अथवा नियामक नियंत्रण को कम कर सकते हैं एंड टाइम डाटा एनालिसिसवास्तविक समय डेटा का विश्लेषण उपयोग पैटर्न में सुधार उपयोगकर्ताओं का व्यवहार पैटर्न अक्षमता अक्षमता में कमी के बारे में जान सकते हैं ऊर्जा खर्च चिंता का विषय है ये ऊर्जा खर्च और कटौती के बारे में अलग अलग चीजें हैं जो हम IOT की इंप्लीमेंटेशन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं हम सप्लाई चैन के रिस्क को अथवा तो जोखिम को कम कर सकते हैं रियल टाइम में सप्लाई चैन में हर चीज की निगरानी संभव है उपयोग की जा रही सामग्री कच्चे माल तैयार माल तैयार माल के प्रोसेसेस काम करने वाले लोग इत्यादि की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है इससे पहले कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी दवा उद्योग में IOT के बारे में बात करूं मुझे देखने दो कि क्या हम इसे विस्तार से समझते हैं तो आइए हम इस विशेष इंडस्ट्री को देखने का प्रयास करें इसलिए हम ऑयल और केमिकल इंडस्ट्री में IOT इंप्लीमेंटेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं उर्मिला तो हम अनिवार्य रूप से इसी डोमेन के अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं IOT इंप्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन के लिए यह इंडस्ट्री विभिन्न सेंसर को इंप्लीमेंट करती है अलग अलग उद्योगों के विभिन्न भागों में विभिन्न सेंसर लगाए जाते हैं जैसे कि फर्श फ्लोर उपकरण आदि इन विभिन्न सेंसर के द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता है और यह डाटा सरवर या क्लाउड सर्विस में पहुंचाया जाता है यहां पर इस डाटा को इस डाटा को Store किया जाता है तथा स्टोर डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके उसे एनालाइज करने लायक बनाया जाता है इंडस्ट्री के उच्च स्तर के मैनेजर इस डाटा का एनालिसिस करते हैं और यह मैनेजर वह हो सकते हैं जिसको इस डाटा की जरूरत हो या वह यह डाटा एक्सेस कर सकें केमिकल और ऑयल इंडस्ट्री के अलग अलग स्तर और विभिन्न सेंसर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया हैं उद्योगों की जरूरत के मुताबिक विभिन्न सेंसर का उपयोग किया जा सकता है जेसे की जैसे टेंपरेचर सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्रेशर सेंसर वॉटर क्वालिटी सेंसर जैसे विभिन्न अन्य सेंसर सही बात उद्योगों में कुछ विशिष्ट प्रकार के सेंसर केमिकल सेंसर जेनेरिक सेंसर कई उद्योगों में केमिकल सेंसर का उपयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए केमिकल फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल गैस सेंसर सादे गैस सेंसर फ्लोरेशन क्लोराइड सेंटर पीएच सेंसर भी इस्तेमाल किए जाते हैं पीएच सेंसर पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर सेंसर बहुत ही आम है आई एस केमिकल सेंसर की बात करें उदाहरण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस सेंसर NOx गैस सेंसर भी हैं तो यह थे अलग अलग सेंसर के प्रकार जो हम केमिकल डोमेन में उपयोग में लेते हैं इन विभिन्न सेंसरों में से कुछ हैं केमिकल डोमेन और गैस डोमेन जिसका मैंने उल्लेख किया है यदि आपको याद है जब हमने उद्योग के पैमाने के सेंसर के बारे में बात की थी हमने गैस सेल्स अर्थात कोशिका के सेंसर के विकास के बारे में भी बात की थी और मैंने आपको दिखाया था हमारे संस्थान में सुविधाओं में से एक है जो मूल रूप से गैस सेंसर निर्माण से संबंधित है गैस सेंसर विभिन्न गैसों की एकाग्रता की निगरानी में मदद कर सकते हैं यह सेंसर ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज में उपयोग में लिए जाते हैं और उनका उपयोग तेल और गैस उद्योग के लिए भी होता है आम तौर पर तेल और गैस की खरीद या उत्पन्न की जाती है तो आप पाएंगे कि वहां उस तेल और गैस के परिवहन अथवा तो ट्रांसपोर्ट के विभिन्न तरीके हैं और इस ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग गैस पाइप हैं बड़ा मोटा बड़ा मोटा गैस पाइप बड़े व्यास के गैस पाइप जो देश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद कर सकते हैं यह काफी सामान्य हैं इसलिए विशेष रूप से बड़े तेल उद्योग के पीछे बड़ी गैस कंपनियां हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेल ले जाने के लिए गैस ले जाने के लिए इन गैस पाइपों को उपयोग करते है तो इन गैस लाइनों के साथ आम समस्याओं में से एक गैस लीकेज हैं गैस लीकेज पाइपलाइन लीकेज या यहां तक कि तेल लीकेज इनमें से किसी भी स्थान में हो सकता है इसलिए ट्रांसमिशन लाइन्स लीकेज डिटेक्शन और लीकेज मॉनिटरिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है तो मूल रूप से गैस पाइप मॉनिटरिंग के लिए उपयुक्त सेंसर का डेप्लॉयमेंट एक समस्या है तथा वह उत्पादन को सुधारने के लिए IoT का एक अनुप्रयोग है ट्रांसमिशन पीढ़ी अदि तो यह सिर्फ एक उदाहरण है जो तेल और गैस उद्योग में विभिन्न समस्याएं में अलग सेंसर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आइए अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में संक्षिप्त नज़र डालें यह भी बहुत समान है तो बात यह है कि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में अलग अलग पौधों से विभिन्न दवाइयाँ बनाई जाती है इन दवाओं का उपयोग विभिन्न विषयों पे किया जाता है जैसे अलग अलग पशुओं या जानवरों पर भी उपयोग करना आदि IoT विभिन्न दवाओं के उत्पादन प्रक्रिया के लिए इन परीक्षणों को करने में मदद कर सकता है तथा उन की अधिक कुशल तरीके से निगरानी कर सकता है उदाहरण के लिए एक वैक्सीन का उत्पादन यह विभिन्न चरणों के माध्यम से किया जाता है और यह कुछ परीक्षणों से गुजरता है तो इन दवा कंपनियों में इससे पहले कि इन दवाओं को बाजार में जारी किया जाये इन सब अलग दवाओं को विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अलग अलग चरणों में आज़माया जाता है अलग अलग चरणों में निर्मित किया जाता है और अंत में विभिन्न विषयों से आजमाया जाता है तो इस पूरी उत्पादन प्रक्रिया के लिए सेंसर और IoT ट्सॉल्यूशन को डिप्लोय किया जा सकता है जिससे दवाओं की गुणवत्ता मध्यवर्ती चरणों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सकता है इसलिए सब कुछ बहुत अधिक कुशल और सटीक तरीके से किया जा सकता है इसलिए IoT सेंसर को उत्पादन क्षेत्रों में डिप्लोय कर सकते हैं ऐसा करने से production से भारी डेटा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है इन दवा उद्योगों में विभाग रियल टाइम मॉनिटरिंग में मदद कर सकते हैं इन क्षेत्रों को दूर से नियंत्रित करना मशीनरी के उपकरणों के उपयोग में सुधार करना और उत्पादन कॉस्ट और वेस्टेज को कम करने में मदद कर सकते हैं तो दवा उद्योगों में ये कुछ IoT सेंसर के उपयोग हैं तो दवा उद्योग में IoT एप्लीकेशन में ड्रग्स की जांच शामिल है और पूर्ण रूप से बनी दवाइयां भी और जिसके माध्यम से होने वाली प्रक्रिया इन कच्चे माल को अंतिम दवाओं में बदल देती है तो कच्चे माल से अंतिम दवाओं तक क्वालिटी की जांच क्वांटिटी की जांच मात्रा केमिकल रिएक्शन आदि की भी निगरानी की आवश्यकता होती है केमिकल के एक हिस्से को बदलने के लिए विभिन्न केमिकल रिएक्शन की भी आवश्यकता होती है तो इस पूरे प्रोसेस में IoT सलूशन को डिप्लोय किया जा सकता है IoT समाधान दवा के प्रतिकूल प्रभावों का पता लगाने के लिए डिप्लोय भी किया जा सकता है एक्सिपिएंट्स एलर्जी का पता लगाने अन्य जटिलताओं का प्रयास हो सकता है तो इन सभी दवा प्रतिक्रियाओं और एलर्जी आदि की निगरानी करना उन लोगों का पता लगाना दवा उद्योग में सब कुछ किया जा सकता है यह काम विभिन्न उपयुक्त सेंसर की मदद से किया जा रहा है इसलिए रियल टाइम मॉनिटरिंग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण सुरक्षित दवा वितरण में सुधार के लिए अलग अलग समाधान नियंत्रण वितरण आदि दवा उद्योग में ये अन्य विभिन्न आवश्यकताएं हैं लॉजिस्टिक्स में सुधार फार्मास्यूटिकल सामानों की आवाजाही पर नज़र रखना वेयरहाउसिंग में सुधार रूटिंग का ऑप्टिमाइजेशन मशीनों और उपकरणों के रखरखाव दवाएं और टीके की मशीनों का निरीक्षण करना दवा उद्योग में IoT का इंटीग्रेशन और इनकॉरपोरेशन परिस्थिति को सुधारने में बहुत मदद करेगा लेक्चर समाप्त होने से पहले मैं इन विभिन्न प्रकार के सेंसरों को लिस्ट करना चाहूंगा जिनका हम दवाइयों की फैक्ट्री मैं उपयोग करने जा रहे हैं तो दवा उद्योग के लिए भी सबसे पहले क्या होता है दवा उद्योग कुछ दवाएं बनाता है तो वहाँ कच्चा माल आदि इन सामग्रियों और कच्चे माल का उपयोग उपयोग करके और इसके ऊपर क्लासेस करके फाइनल प्रोडक्ट अथवा तो दवा बनाई जाती है और अंत में इस फाइनल प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है इसलिए ये ट्रकों और अन्य लॉजिस्टिक साधनों आदि के माध्यम से वितरित किए जाते हैं हैं सामग्री विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंगसे गुजरती हैं विभिन्न केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा कच्चे माल को प्रोसेस किया जाता है इन कच्चे माल को अलग अलग परिस्थिति से गुजारना पड़ता हैं जैसे कुछ नमी की स्थिति दबाव की स्थिति तापमान की स्थिति आदि हमें विभिन्न एजेंटों के साथ अलग अलग रिएक्शन करना है जैसे कुछ तापमान यूमिडिगी लाइटनिंग कंडीशन आदि तो सेंसर का इस्तेमाल कहां करेंगे और कैसे करेंगे कुछ विशेष केमिकल के अलावा विशिष्ट केमिकल डिटेक्शन विशिष्ट सेंसर अथवा अन्य सेंसर जैसे तापमान सेंसर आदि की जरूरत होती है क्योंकि आपको एक निश्चित वातावरण में यह रिएक्शन करने की आवश्यकता होती है यदि एक निश्चित प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में कुछ तापमान सेटिंग्स के तहत हमें टॉयप्ट्रेक्शन का प्रयोग करना है उस दौरान हमें इन सब सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे कि लाइट सेंसर तापमान सेंसर प्रेशर सेंसर इस प्रकार के अलग अलग सेंसर को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रयोग में लिया जाएगा तो इनमें से कुछ सेंसर तापमान सेंसर प्रकाश सेंसर ह्यूमिडिटी सेंसर है और अगर आपके पास किसी तरह का केमिकल है तो शायद पीएच स्तर का पता लगाने के लिए ये विभिन्न केमिकल सेंसर का भी उपयोग हो सकता है आपके पास पीएच सेंसर हो सकते हैं क्षारीयता का पता लगाने के लिए या विभिन्न अल्कलिनिटी अथवा तो एसिडिटी या फिर केमिकल रिएक्शन की बाय प्रोडक्ट और परिवर्तन की प्रक्रिया को जानने के लिए भी सेंसर का उपयोग हो सकता है तू हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं और हमेशा की तरह मैं आपको इन विभिन्न संदर्भों से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करूंगा कई सारे वीडियोस है जो आप IOT की प्रोसेस को बेहतर समझने के लिए देख सकते हैं हर तरह की की इंडस्ट्री के लिए वीडियोस दिए गए हैं धन्यवाद